इस लेक्चर में आपका स्वागत है हम पिछले कुछ लेक्चर में एनालिसिस पर चर्चा कर रहे थे और हमें विभिन्न एपर्चर एंटेना भी मिल रहे हैं इसलिए पिछले एक में हमने एक प्रकार का एंटीना देखा है अब हम एक ओपन एंडेड वेवगाइड एंटीना देखेंगे तो ओपन एंडेड वेवगाइड एंटीना का मतलब है कि मेरे पास ग्राउंड प्लेन है इसलिए यह ग्राउंड प्लेन है मुझे लिखने दो यह मेरी x एक्सिस है यह मेरी y एक्सिस है यह सेंटर है अब यह डायमेंशन पहले के a बटा 2 से रूप में है यह b बटा 2 है और यहाँ फील्ड कुछ इस तरह होगा जैसे कोसाइन वेरिएशन चीज़ तो यह वेवगाइड के अंदर एक TE10 मोड उत्तेजना है इसका मतलब है मान लीजिए कि z 0 से कम है यह TE10 मोड वाला ट्रांसमिशन वेवगाइड था तो यह फील्ड पैटर्न था हम मानते हैं कि एपर्चर फ़ील्ड Ea y डायरेक्टेड है और TE10 मोड पैटर्न cos pi x बटा a है जो कि माइनस a बटा 2 x a बटा 2 माइनस b बटा 2 y b बटा 2 है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि Mx क्या होगा तो मुझे लगता है कि समझने के लिए यह y और n z डायरेक्टेड है इसलिए M x डायरेक्टेड होगा तो मैं लिख सकता हूँ Mx 2 E0 cos pi x बटा a है फिर से इस क्षेत्र में मैं नहीं लिख रहा हूँ और पिछले उदाहरण में भी हमने देखा है कि एक कांस्टेंट भाग है अब क्योंकि यह लगातार आ रहा है इसलिए हम उस कांस्टेंट को कांस्टेंट C के रूप में रख सकते हैं जो कि j ab k E0 e से पावर माइनस j kr बटा 2 pi r है यह हमेशा से आ रहा था हम इसे कांस्टेंट C के रूप में डाल रहे हैं तो उन फार्मूले की मदद से E𝚹 को माइनस pi बटा 2 C sin phi के रूप में लिखा जा सकता है केवल यहाँ cos X बटा X स्क्वायर माइनस pi बटा 2 पूरे स्क्वायर में sin Y बटा Y में बदल सकते हैं X Y परिभाषाएँ पहले से ही एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के मामले से हैं तो आप यहाँ a sin X बटा X के बजाय देखते हैं इसका मतलब है कि साइन फंक्शन यह इल्यूमिनेशन के कारण नई चीज है इसके अलावा Eϕ माइनस pi बटा 2 C cos theta cos phi cos X बटा X स्क्वायर माइनस pi बटा 2 पूरे स्क्वायर sin Y बटा Y है और H𝚹 माइनस Eϕ बटा η और Hϕ प्लस E𝚹 बटा η होगा अब आपका E प्लेन क्या होगा इसलिए E प्लेन में जब y pi के बराबर है तो हम उस शून्य को प्राप्त करेंगे तो अब शून्य होगा theta sin इनवरस लैम्ब्डा बटा b है और आप यह पता लगा सकते हैं कि 𝚹3dB कि 573 sin इनवरस 0443 बटा b बटा लैम्ब्डा डिग्री में होगा 𝚹S sin इनवरस 2 में 45 बटा 2 pi b बटा लैम्ब्डा होगा और साइड लोब का स्तर फिर से एक ही माइनस से 1326dB है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फूरियर ट्रांसफार्म द्वारा भी हमने इस पैटर्न को देखा है आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको वही पैटर्न मिल रहा है और पिछले उदाहरण में हमने उन विभिन्न वैल्यूज़ को देखा है तो Sinc वैल्यू भी महत्वपूर्ण हैं जिन Sinc वैल्यूज़ की यहाँ आवश्यकता होगी कृपया ध्यान दें कि Sinc की Y 0707 है जब Y 1391 के बराबर है इसी तरह Sinc माइनस 0271 हो जाता है जब y 4494 के बराबर होता है इसलिए इन वैल्यूज़ की आवश्यकता होगी यदि आप मॉड्यूलस लेते हैं तो ये अगले एक दूसरे अधिकतम बन जाते हैं अब आप कह सकते हैं कि एक और उदाहरण में मुझे H प्लेन चीजें लिखना चाहिए H प्लेन लैम्बडा से बड़ा है तो लैंबडा द्वारा डिग्री में पहला बीम चौड़ाई 1719 होगा इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म चीज के लिए पिछले मामले में हम कहते हैं कि यह पहली बीम चौड़ाई बहुत व्यापक है यह लगभग 180 डिग्री की तरह है इसी तरह लैम्ब्डा द्वारा डिग्री में आधा पावर बीम 688 होगा यहां पहले साइड लोब का स्तर माइनस 23 dB है तो आप देखते हैं कि इस बात को हमने रिफ्लेक्टर एंटेना के मामले में दावा किया है अब यह साबित हो रहा है कि क्योंकि चूंकि हमारे पास एक एंप्लीट्यूड टेपर है साइड लोब का स्तर माइनस से 13dB नीचे आ रहा है मुझे 23dB मिल रहा है तो यह लाभ है कि यदि आपके पास एक एंप्लीट्यूड टेपर है यही कारण है कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं इसी तरह से फिर से डायरेक्टिविटी की जरूरत है तो फिर से हम कह सकते हैं कि Pr को कैसे खोजना है Pr एपर्चर फील्ड माइनस वेव इम्पीडेंस E0 स्क्वायर cos स्क्वायर pi x बटा एक dxdy होगा तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको TE10 मोड फ़ील्ड के E0 स्क्वायर में ab बटा 4 वेव इम्पीडेंस मिलेगा यह आ रहा है क्योंकि यदि आप TE10 मोड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो आपको यह मिल जाएगा फिर से यह Pr है तो dP बटा d omega थीटा 0 के बराबर है इसलिए वहाँ फिर से आपका X 0 के बराबर है Y 0 है और E𝚹 यहाँ sin phi है और Eϕ इस मामले में cos phi के प्रोपोर्शनल है फिर से E𝚹 स्क्वायर कि Eϕ स्क्वायर यह कोई phi भिन्नता नहीं होगी तो आप उसे dP बटा ओमेगा theta 0 लिख सकते हैं जो आपको r स्क्वायर बटा 2η E𝚹 स्क्वायर देगा तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह 2E0 स्क्वायर बटा η pi स्क्वायर लैम्ब्डा स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाता है तो डायरेक्टिविटी 4 pi dP बटा d ओमेगा थीटा 0 बटा Pr होगी ताकि यदि आप डालते हैं तो आपको 64 बटा लैम्ब्डा क्यूब β10 ab मिलेगा तो TE10 मोड की yw वेव इम्पीडेंस क्या है जो β10 बटा k η है आप ट्रांसमिशन लाइन वेव गाइड पर हमारे NPTEL लेक्चर देख सकते हैं वहां हमने पहले ही ये टरम ढूंढ ली हैं और आपका β10 की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस pi स्क्वायर बटा "á" स्क्वायर से पावर हाफ है इसलिए pi बटा 4 बटा लैंबडा स्क्वायर माइनस 1 बटा "á" स्क्वायर से पावर हाफ है तो फिर से अगर हमारे पास a लैम्ब्डा से बहुत अधिक है तो β10 2 pi बटा लैम्ब्डा है और फिर D 32 बटा pi लैम्ब्डा स्क्वायर ab हो जाता है ताकि मैं 8 बटा pi स्क्वायर 4 pi बटा लैम्ब्डा स्क्वायर ab के रूप में लिख सकूं तो अब आप देखते हैं कि मैं आसानी से बता सकता हूं कि मेरा फिजिकल एरिया क्या है फिजिकल एरिया ab है लेकिन मेरा Aem क्या है जरा यहां देखिए Aem 8 बटा pi स्क्वायर में ab है तो इस मामले में मैंने एक फेक्टर Aem से गुणा किया है मैंने फिजिकल एरिया को 8 से pi स्क्वायर 08 से गुणा किया है इसलिए यह स्पष्ट है क्योंकि मैं समान रूप से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे यह दंड देने की आवश्यकता है कि अधिकतम इफेक्टिव एरिया फिजिकल एरिया से अधिक नहीं हो सकता है यह इनमें से 80 प्रतिशत है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एपर्चर एफिशिएंसी मूल रूप से 8 बटा pi स्क्वायर होगी और वह 081 है तो अब हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि हमारे पास ग्राउंड प्लेन नहीं है तो हम स्पष्ट ओपन एंडेड वाले वेवगाइड या किसी भी एंटीना का भी विश्लेषण कर सकते हैं केवल वहां हमें मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यहां हमारे पास केवल मैग्नेटिक करंट है वहां हमें मैग्नेटिक करंट और विद्युत करंट दोनों पर विचार करना होगा इसका मतलब है कि Ms वहाँ है Ms माइनस n क्रॉस Ea है और हमें Js भी लेना होगा जो कि n क्रॉस Ha है तो Ha हम जानते हैं हमें J को ढूंढना होगा इसलिए हमें इसके फील्ड को ढूंढना होगा और फिर हमें उन दोनों को जोड़ना होगा इसका मतलब है कि वह सभी n theta n phi l theta l phi मौजूद होंगे तो आप वहां कर सकते हैं आप समस्या को दोहराएंगे इसका मतलब यह है कि यह आपके द्वारा किए गए ग्राउंड प्लेन के बिना ओपन एंडेड वेवगाइड है आखिरकार आपको E𝚹 मिलेगा जो कि प्रोपोर्शनल है 1 प्लस cos theta के और Eϕ भी प्रोपोर्शनल है 1 प्लस cos theta के तो मैं आपको एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन पर घुड़सवार रैक्टेंगुलर वेवगाइड के फील्डपैटर्न दिखा सकता हूं 'a' 3 लैम्ब्डा है 'b 3 लैम्ब्डा है तो आप इस चीज को देखते हैं यदि आप तुलना करते हैं तो पहले से ही हम प्लेन को देखेंगे तो यह इसके लिए पहला पक्ष लोब रिलेटिव अधिकतम मेग्नीट्यूड है तो यहाँ आप देखेंगे कि आधा पावर चौड़ाई यह कैसे अलग है फिर और क्या एक पहली शून्य बीम चौड़ाई पहले पक्ष लोब बीम चौड़ाई ये यहां दिखाए गए हैं इसी तरह H प्लेन बीम चौड़ाई भी यहां दिखाई गई है और स्क्वायर एपर्चर आदि के लिए बीम एफिशिएंसी वर्सेस आधा कोन एंगल है यह सर्कुलर अपर्चर के लिए है साथ ही आपका सर्कुलर वेवगाइड यदि आप जानते हैं कि आप पा सकते हैं कि डॉमिनंट फील्ड TE10 मोड है यह एक कॉन्स्टंट फील्ड है इसलिए इसके लिए कॉन्स्टंट यह बात बन जाती है फिर एक सर्कुलर वेवगाइड के मामले में TE11 मोड प्रमुख मोड है इसलिए यदि आपके पास एक ओपन एंडेड वेवगाइड सर्कुलर है तो यह पैटर्न बन जाता है तो यह बीम चौड़ाई H प्लेन बीम चौड़ाई बीम एफिशिएंसी आदि है अब हम आखिरी उदाहरण देखेंगे जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होगा अब यह अपने अनुरूप प्रकार के कारण काफी लोकप्रिय है यदि मेरे पास एक प्लॅनर स्ट्रक्चर है तो आप वेवगाइड्स आदि डाल सकते हैं लेकिन आपके पास वेवगाइड्स आदि भी हो सकते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं और मेटालिक की चीजें होती हैं एक साधारण चीज के बजाय आपके पास एक माइक्रोस्ट्रिप प्रकार का एंटीना हो सकता है तो आपके पास केवल डाय इलेक्ट्रिक है और वे दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर हैं लेकिन वास्तव में माइक्रोस्ट्रिप एंटीना एक बहुत ही खराब एंटीना है यह एक बहुत ही इनएफिशियंट एंटीना है इसकी पावर हैंडलिंग क्षमता भी बहुत कम है लेकिन उन मामलों में जहां आप उच्च पावर नहीं रखते हैं आप हमारे संचार और उन सभी चीजों को व्यक्तिगत संचार नहीं मान सकते हैं जहां आपके पास छोटा मोबाइल फोन है वहां हम छोटे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का उपयोग करते हैं अब क्योंकि यह वह दौर है जहां ये सभी एप्लिकेशन बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन यदि आप इस एंटीना की परफॉर्मन्स को देखते हैं तो यह बहुत ही खराब एफिशिएंसी वाला एंटीना है इसलिए अब हम इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना पर देखेंगे वास्तव में इस टॉप लेयर को पैच कहा जाता है यह एक मेटालिक की चीज है आपके पास ग्राउंड प्लेन भी है तो इन दो मेटालिक स्ट्रक्चर के बीच आपके पास कुछ सब्सट्रेट है जो एक डाय इलेक्ट्रिक है और यहां एक स्लॉट है वास्तव में हम इस पर विचार कर सकते हैं कि यह एक रैक्टेंगुलर प्रकार का एपर्चर है यह एपर्चर एक टॉप मेटल और नीचे मेटल फील्ड है जिसमें डाय इलेक्ट्रिक समानांतर प्लेट वेवगाइड जैसा होता है तो इससे कोई रेडिएशन नहीं है यह एक समानांतर प्लेट वेवगाइड है केवल फील्ड इन पर रेडिएट होते हैं क्योंकि यहाँ समानांतर प्लेट वेवगाइड में अचानक ओपनिंग होती है तो एपर्चर यह है यह एक एपर्चर है उस तरफ एक और एपर्चर है इसलिए मेरे पास अब केवल दो एपेरचर्स हैं यह एक है और यह एक और है इन वेवगाइड्स डायमेंशन को चतुराई से लैम्ब्डा g बटा 2 के रूप में रखा जाता है 𝛌g गाइडेड वेवलेंथ है एक कांसेप्टजिसे हमने किसी भी वेवगाइड के मामले में देखा है इसलिए अगर मैं 𝛌g बटा 2 को लेता हूं तो मूल रूप से वे फील्ड हैं जो यहां मौजूद हैं और यहां एपर्चर फील्ड विपरीत फेज हैं इसलिए मैं विचार कर सकता हूं कि मेरे पास एक स्लॉट है या मेरे पास यहां एक एपर्चर है मेरा यहां एक एपर्चर है और वे एक दो एलिमेंट ऐरे बना रहे हैं जहां अंतर एलिमेंट सेपरेशन 𝛌g बटा 2 है इसलिए मुझे पता है कि इसका एनालिसिस कैसे करना है हमें यह मानकर चलना होगा कि यहाँ क्या फील्ड है क्योंकि यह स्लॉट बहुत छोटा है इसलिए हम यहां एक समान फील्ड मान सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये फील्ड रेखा दिखाए गए हैं इसलिए वहाँ यह देखा गया है कि वे चरण से 180 डिग्री बाहर हैं तो हम एक प्रक्रिया के लिए फील्ड पाएंगे जिसे हमने आज देखा है फिर हम बस इन दो एलिमेंट के लिए ऐरे फैक्टर के साथ गुणा करेंगे तो यह एनालिसिस है इसलिए हम क्या करेंगे हम अब उस एनालिसिस को देखेंगे क्योंकि यह वास्तव में साइड व्यू है जिसे आप फिर से देख सकते हैं कि फ़ील्ड चीज़ यहाँ है लेकिन यह एक तरफ का साइड व्यू है इसलिए पूरे क्रॉस पर यदि आप पिछले एक के साथ जाते हैं तो यदि आप इस दिशा में जाते हैं और क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वही फ़ील्ड है तो यह पूरे स्लॉट में एक समान फ़ील्ड है तो यह कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका हम उपयोग करेंगे यह एक ही कोऑर्डिनेट है कि पहले माइक्रो में आप देखते हैं यहाँ स्लॉट मोटाई h और चौड़ाई w द्वारा बनाई गई है और मैं कह सकता हूं कि x z प्लेन में है तो आप देखते हैं कि स्लॉट z और x x z प्लेन में है कॉरस्पॉडिंग h और w यहाँ हैं तो अब मैं मानूंगा कि इस h के बाद से जो मोटाई है वह बहुत छोटी है इसलिए यह वैसा ही है जैसा हमारा स्लॉट माना जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो फ़ील्ड एक समान होगा और इसलिए अब चर्चा करेंगे कि स्लॉट फ़ील्ड क्या है तो हम लिखेंगे कि Ea जो कि x डायरेक्टेड फ़ील्ड है इसलिए इसका मतलब है इस तरफ फ़ील्ड लाइनें हमारे एपर्चर एक स्लॉट एंटीना E0की तरह ही हैं तो माइनस h बटा 2 x" से कम प्लस h बटा 2 से कम और माइनस w बटा 2 z" से कम प्लस w बटा 2 से कम इसलिए सिद्धांत कहता है कि चूंकि यह स्लॉट ग्राउंड प्लेन द्वारा समर्थित है इसलिए Js 0 है और Ms माइनस 2n क्रॉस Ea होगा इसलिए वह माइनस 2 ay है यहाँ आप देखते हैं कि n ay क्रॉस Ea ax E0 है जो कि माइनस h बटा 2 z w बटा 2 है इसलिए यह az 2E0 हो जाता है और 0 कहीं और Js 0 है तो अब आप एक ही प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि फ़ील्ड Er E𝚹 के रूप में लिखी जा सकती है जो लगभग शून्य हो जाएगा और Eϕ मौजूद होगा जो कि माइनस j h w k E0 e से पावर माइनस j kr बटा pi r और फिर sin theta sin X बटा X sin Z बटा Z होगा तो ऐरे फैक्टर cos kl बटा 2 sin theta sin phi होगा यह ऐरे फैक्टर यह एलिमेंट फैक्टर या कुछ ऐसा है जो आप कहते हैं और X क्या है X kh बटा 2 sin theta cos phi और Z kw बटा 2 cos theta है अब आमतौर पर सब्सट्रेट मोटाई h बहुत छोटा है तो अगर हमारे पास इसका मतलब है कि लैम्ब्डा की तुलना में h बहुत बड़ा है तो हमारे पास Eϕ है जो कि माइनस j 2V0 e से पावर माइनस j kr बटा pi r sin theta sin kw बटा 2 cos theta बटा kl बटा 2 sin theta sin phi का cos theta cos हो जाता है अब यहाँ मैंने V0 पेश किया है यह पूरे स्लॉट में वोल्टेज है तो वोल्टेज वह है जो मुझे पता है कि e फ़ील्ड जिसे मुझे मोटाई से गुणा करना है h E0 में है V0 यह स्लॉट भर में एक वोल्टेज है इसलिए जब से आपके पास Eϕ है तब भी आपके पास Hϕ होगा तो अब आप पॉवर रेडिएटेड आदि पा सकते हैं और वहां से वास्तव में अगर आप रेडिएशन करना चाहते हैं तो इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस होना चाहिए जो आम तौर पर लोगों को इस माइक्रोस्ट्रिप एंटिना को स्लॉट करते हैं उसे कंडक्टेंस का उलटा कहते हैं तो कंडक्टेंस क्या है यह Prad या Pr में 2 बटा V0 स्क्वायर है जो लोगों को पता लगा सकता है यदि आप उस फील्ड को जानते हैं जिसे आप Pr ढूंढ सकते हैं मुझे ग्राफ़ देखने देआप इस ग्राफ़ को देखें यह स्लॉट चौड़ाई के एक फ़ंक्शन के रूप में एक स्लॉट कंडक्टेंस है तो एक वाइड स्लॉट के लिए अगर हमारे पास w जितना बड़ा है मान लें कि w 10 लैम्ब्डा के बराबर है उस स्थिति में कंडक्टेंस लगभग 05 है इसलिए रेडिएशन रेजिस्टेंस 2 होगा जबकि अगर हमारे पास एक छोटा स्लॉट है तो कंडक्टेंस बहुत छोटा है आप कहते हैं कि 10 से पावर माइनस 4 या 10 से पावर माइनस 6 मान लें कि w बटा लैम्ब्डा 01 है उस स्थिति में कंडक्टेंस 10 से पावर माइनस 4 है इसलिए रेडिएशन रेजिस्टेंस 10 से पावर 4 ohm काफी अधिक होगा लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इन मामलों में रेजिस्टेंस और रेडिएशन रेजिस्टेंस का नुकसान वे बिल्कुल सीरीज में नहीं होते हैं जैसा कि हमने सरल एंटेना के लिए देखा है क्योंकि यहां पास में एक ग्राउंड प्लेन या एक हानिपूर्ण ग्राउंड प्लेन है इसलिए यह अभी भी छोटी चौड़ाई पर दिखाता है क्योंकि स्लॉट यदि छोटी चौड़ाई के हैं तो हमारे पास बड़े आकार का रेडिएशन हो सकता है लेकिन यदि चौड़ाई काफी बड़ी है तो रेडिएशन काफी खराब हो जाता है इसीलिए लोग चौड़ाई को काफी छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे रेडिएशन का लाभ मिल सके अब लोग विभिन्न फ़ार्मुलों के साथ बाहर आ गए हैं जैसा कि देखा जा सकता है कि लैंबडा की तुलना में चौड़ाई एक छोटे से बहुत बड़ी है G 1 बटा 90 w बटा लैम्ब्डा स्क्वायर के क्रम का है और दूसरा रास्ता यदि आपकी चौड़ाई अधिक है तो G 1 बटा 120 w बटा लैम्बडा है इस बार स्क्वायर नहीं यह भी लोगों ने पता लगाया है कि अधिक एडवांस चीज द्वारा रिएक्टिव हिस्सा क्या है और डायरेक्टिविटी प्रत्येक स्लॉट की डायरेक्टिविटी क्या है जो कि 4 pi में dP बटा d ओमेगा मैक्स बटा Pr है इस प्रकार लोगों ने 2 pi w बटा लैम्ब्डा स्क्वायर में 1 बटा I पाया है जहां I कुछ इंटीग्रेशन चीजों द्वारा परिभाषित एक चीज है तोI 0 से pi sin kw बटा 2 cos theta बटा cos theta स्क्वायर sin cube theta d theta है तो मूल रूप से अंततः यह कम हो जाता है कि अगर आपके पास फिर से लैम्ब्डा से कम w है तो डी कुछ 3 जैसा है तो इसका मतलब है कि 3 477dB है और यदि w इससे अधिक है तो D 4 में w बटा लैम्ब्डा है इसलिए जब तक w हाय है आप उच्च वस्तुएं प्राप्त करते हैं लेकिन तब आपका कंडक्टेंस छोटा होता है इसलिए आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस छोटा होगा तो यह एक डायकोटोमी है जो दिखाता है कि यह एक अच्छा एंटीना नहीं है लेकिन जहां पावर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है आप इन्हें एंटीना के रूप में उपयोग कर सकते हैं इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की एक प्रमुख सीमा इसकी नेरो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ भी है बैंडविड्थ मुख्य रूप से ट्रांसमिशन लाइन समानांतर प्लेट चीजों की विशेषता द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो यह एक बहुत छोटी राशि है इसलिए यह अधिक नहीं है और ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोग उच्च डाय इलेक्ट्रिक निरंतर सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं या सब्सट्रेट या छेद या स्लॉट्स की मोटाई बढ़ाने या रिएक्टिव कॉम्पोनेंट को जोड़ते हैं इसलिए विभिन्न लोग विभिन्न चीजों को बेहतर और बेहतर बनाते हैं आदि लेकिन मूल रूप से मैं कहता हूं कि यदि आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो यह जनरलाइज्ड मेथड आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटेना के इन मामलों में भी मदद करती है तो इसके साथ हम इस एपर्चर एंटेना चीजों को समाप्त करते हैं और हम देखेंगे कि कुछ चीजें विशेष रूप से किसी भी एंटेना की माप हैं विभिन्न विशेषता जो एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हमेशा हम सभी एंटेना के साथ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कई बार यह दिखाया गया है कि ऐन्टेना का आविष्कार पहले किया जाता है और फिर एनालिसिस आता है आप कई बार देखते हैं क्योंकि एंटीना में बहुत सारी कलाएँ यहाँ शामिल हैं अनुभव के साथ लोग एनालिसिस के बिना एंटेना डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके अनुभव से वे समझते हैं कि यह कैसे रेडिएट करता है आदि तो ऐन्टेना डिजाइन कला के साथ साथ विज्ञान की तरह कुछ है इसलिए हम विज्ञान की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी कलाएं भी हैं जिन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता है लेकिन अनुभव के साथ लोग उन शब्दों का उपयोग करते हैं इसलिए हमेशा इसका एनालिसिस नहीं किया जाता है लोग इसके लिए बेहतर और बेहतर मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं जो कि मेरे विचार से सच है तो यही कारण है कि माप एंटेना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मुझे लगता है कि आप हमेशा निर्धारित कर सकते हैं उन चीजों को जैसे कि डायरेक्टिविटी क्या है बीम चौड़ाई क्या है रेडिएशन पैटर्न क्या है क्योंकि ये चीजें मायने रखती हैं तो यह कैसे करना है संक्षेप में हम उस पर स्पर्श करेंगे साथ ही हम अपने ऐरे एंटीना में कुछ नए एंटेना देखेंगे अध्ययन करते समय मैंने कहा कि एक लॉग पीरियोडिक ऐन्टेना है जो ब्रॉडबैंड एंटीना है लेकिन इसमें एक फैलने वाला स्वभाव है तो उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए और वास्तव में एक वाइडबैंड ब्रॉडबैंड एंटीना बनाया जाए जिससे हम उस साधन को देखेंगे मूल रूप से एक प्रकार का रेडिएटिंग एंटीना जो हम एक दिन देखेंगे इसी तरह ऐसी अन्य चीजें जिन्हें हम अब तक देखेंगे और आशा करते हैं कि वास्तव में वे सभी तरीके हैं जिनके द्वारा एंटीना का एनालिसिस किया जाता है लेकिन जाहिर है किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कुछ अन्य तकनीकें हैं जिनके द्वारा आप इस एनालिसिस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जैसे कुछ इंटीग्रेशन उसे संख्यात्मक रूप से इवेलुएट कैसे करें विभिन्न इंटीग्रेशन को इवेलुएट कैसे करें जब एनालिटिक इंटीग्रेशन कठिन हो जाता है तो वे इंजीनियरिंग का हिस्सा होते हैं और वे एंटीना इंजीनियरिंग उच्च कोर्सेज का हिस्सा होते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में एक्सपोज़र मिला है जिसके द्वारा आप सरल एंटेना का एनालिसिस शुरू कर सकते हैं और खुद भी विभिन्न एंटेना डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं फिर स्पष्ट रूप से अनुभव के साथ आप उन गलतियों को सुधारेंगे जो आप अपनी पिछली चीजों में करते हैं लेकिन मुझे आशा है कि यह आपको अपने एंटीना डिजाइन या एनालिसिस कैरियर के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु देगा